इसलिए हम भौतिक संश्लेषण पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं हमारे आखिरी व्याख्यान में अगर हम याद करते हैं कि हमने 2 तकनीकों के बारे में बात की है गेट साइजिंग और बफरिंग बफ़रिंग इंटरकनेक्शन लाइनों का परिचय इसलिए हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं इसलिए हम इस व्याख्यान नेटलिस्ट पुनर्गठन में तीसरे व्यापक दृष्टिकोण को देखते हैं इसलिए जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि हम किसी तरह से सर्किट नेटलिस्ट को संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कई तरीके हैं जिनमें आप ऐसा कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने कहा कि हम किसी तरह से नेटलिस्ट को संशोधित कर रहे हैं हमारा उद्देश्य टाइमिंग में सुधार करना है लेकिन स्वाभाविक रूप से हम यह नहीं चाहते हैं कि इस संशोधन द्वारा इस सर्किट की कार्यक्षमता को बदलना चाहिए जिसे संशोधित नहीं किया जा सके इस सर्किट की कार्यक्षमता को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर का उपयोग कर सकते हैं जैसे कुछ अतिरिक्त गेट की आवश्यकता हो सकती है कुछ अतिरिक्त कनेक्शनों को जोड़ना पड़ सकता है इसलिए हम यहां विभिन्न तकनीकों को देखेंगे यह सूची संपूर्ण नहीं है कुछ सामान्य नेटलिस्ट संशोधन तकनीकों में से कुछ निम्नानुसार हैं क्लोनिंग जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि हम यहां किसी प्रकार की क्लोनिंग या डुप्लीकेशन करते हैं हम गेट्स की नकल करते हैं हम फैनिन या फैनआउट ट्री नेटवर्क को नया स्वरूप दे सकते हैं हम कुछ गेट्स के कम्यूटेटिव पिन स्वैप कर सकते हैं हम कुछ सरल बुलियन बीजगणित नियमों का उपयोग करके कुछ गेटों को विघटित कर सकते हैं और यहाँ फिर से बूलियन बीजगणित नियमों का उपयोग करके हम कुछ सर्किटों का पुनर्गठन कर सकते हैं इसलिए हम उन्हें अलग अलग तरीके से लागू कर सकते हैं ताकि समय की विशेषताओं में सुधार हो हमें एक एक करके देखने दो क्लोनिंग क्लोनिंग का अर्थ है कि हमें कभी कभी किसी गेट की नकल करने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह मुझे पहले सहजता से बता देगा फिर मैं उस बारे में बात करूंगा मान लें कि हमारे पास एक गेट है यह गेट आउटपुट शायद एक से अधिक स्थानों पर जा रहा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं क्लोनिंग करके हम कहते हैं कि इनपुट A और B हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इस गेट की नकल कर रहे हैं उसी गेट की हम दो बार नकल कर रहे हैं तो यहाँ यह शायद बहुत से फैनआउट पॉइंट्स में जा रहा है लेकिन यहाँ हम इस आउटपुट को एक सबसेट में भेज रहे हैं और इस आउटपुट को दूसरे सब्मिट में भेज रहे हैं तो हो सकता है कि हम इन सब में आउटपुट को विभाजित कर रहे हों तो हमें इस क्लोनिंग की आवश्यकता क्यों हो सकती है 2 व्यापक कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं पहला यह है कि इस मामले में बड़ी संख्या में फैनआउट कनेक्शन हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास लोड कैपेसिटेंस का एक बड़ा मूल्य हो सकता है जिसका अर्थ है कि यह गेट उन लोड कैपेसिटेंस को चलाएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग धीमा हो जाएगा इसलिए समग्र गेट डिले से बड़ी होगी लेकिन यहां हमने इस CL को 2 भागों में बांटा है यदि वे समान हैं तो हम कहें कि मैं CL बाय 2 और CL बाय 2 से विभाजित कर रहा हूं तो मेरी डिले लगभग आधी सही हो जाएगी इसलिए यहां मेरा विचार केवल चार्जिंग और डिसचार्जिंग के समय के संबंध में है अगर मैं लोड कैपइसटेंस को कम कर सकता हूं तो मेरे चार्जिंग और डिसचार्जिंग समय को भी कम कर सकता है तो एक और कारण हो सकता है जैसे कि हमें हमारे कुल लेआउट को देखने दें हम कहें कि मेरा यह NAND गेट यहाँ था और आउटपुट बहुत से अलग अलग स्थानों पर जा रहा था हम कहते हैं कि कुछ आउटपुट यहां जा रहे थे ये 3 बिंदु थे जहां यह जा रहा है लेकिन अन्य आउटपुट कहीं बहुत दूर तक जा रहे थे दूर का मतलब यह है कि यह लंबी लाइनों में से प्रत्येक लंबी इंटरकनेक्शन डिले में योगदान देगा तो सहज रूप से इस गेट को या तो इसे संभालने के लिए या इस लंबी इंटरकनेक्शन लाइनों को संभालने के लिए डाला जा सकता है हो सकता है कि इस लंबी लाइन को सीधे आपके द्वारा डाले जाने के बजाय आप इसे दोहराएं और अन्य कॉपी का उपयोग करें जिसका उपयोग इन और इन गेटों को चलाने के लिए किया जा सकता है उपयुक्त स्थिति में खोजें यहाँ नहीं हो सकता है कि आप इसे यहाँ और यहाँ ठीक कर सकते हैं तो हम वापस आते हैं इसलिए जैसा कि मैंने समझाया गेट डुप्लीकेशन या क्लोनिंग निम्नलिखित 2 स्थितियों के लिए डिले को कम कर सकता है पहले जब गेट फैनआउट बड़ा होता है इसलिए हम इन 2 गेट्स के बीच कुल फैनआउट को विभाजित कर सकते हैं इसलिए फैनआउट कपसिटंस कम प्रभावी हो जाएगी अचानक अगर दूसरे मामले में मैंने अभी अभी समझाया कि गेट आउटपुट 2 अलग अलग क्षेत्रों या 2 अलग अलग दिशाओं में जाता है ताकि आप इनमें से एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं पा सकें जहां इसे रखा जाए क्योंकि आउटपुट चिप के 2 अलग अलग कोनों में जा रहे हैं इसलिए जब भी आप मध्य में जगह लेते हैं तब भी तारों की लंबाई लंबी हो सकती है इसलिए गेट्स की 2 प्रतियों का उपयोग करने के लिए बेहतर है एक जिसे आप उसके करीब रखते हैं दूसरे को आप उस के करीब रखते हैं और आप बस उसी तरह जकड़ लेते हैं इसलिए क्लोनिंग का प्रभाव अभी हमने देखा है कि 2 समतुल्य गेट्स के बीच संचालित कपसिटंस को विभाजित करना है इसका मतलब है कि आउटपुट कैपेसिटेंस CL विभाजित हो रहा था CL बाय 2 और इस CL बाय 2 से लेकिन अपस्ट्रीम गेट्स के फैनआउट को बढ़ाने की कीमत पर इसका क्या मतलब है आइए हम यहां फिर से देखें प्रारंभ में यह इनपुट A NAND गेट के इस एकल इनपुट पर आ रहा था लेकिन अब यह इनपुट A को 2 अलग अलग स्थानों पर आना चाहिए इसलिए मैं प्रभावी रूप से लाइन A और B की फैनआउट बढ़ा रहा हूं तो अब A को एक फैनआउट है यह वही है जिसे हम अपस्ट्रीम गेट्स के रूप में संदर्भित करते हैं तो ये इनपुट जो क्लोनिंग के बाद आ रहे हैं उन्हें इस A के दोनों और B के दोनों को चलाना होगा तो यह वही है जिसे हमने कहा है ऊपर की ओर के गेट्स की बढ़ती संख्या और दूसरा जो आप उल्लेख कर सकते हैं यदि आउटपुट 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा है तो हम गेट को दोहरा सकते हैं और क्लोन को डाउनस्ट्रीम लॉजिक के करीब रख सकते हैं डाउनस्ट्रीम लॉजिक का मतलब सर्किट पर होता है जो फैनआउट साइड की तरफ होता है तो हम उस के करीब रख सकते हैं तो हम एक उदाहरण लेते हैं हम उसी डिले कैपेसिटेंस डिले मॉडल का उपयोग करेंगे जो पहले दिखाया गया था तो हम इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं जहां मेरे पास एक NAND गेट है जो 5 के लोड क्षमता के साथ 5 फैनआउट कनेक्शन चला रहा है तो यह B है गेट का आकार B जिसे हमने लिया है तो आइए इसे एक बार फिर से गेट साइज B के लिए देखें 5 फेमटोफैराड कपसिटंस के लिए डिले 45 पिकोसेकंड थी तो इस मामले में देरी के लिए 45 पिकोसेकंड है अब क्लोनिंग हम इस तरह कर रहे हैं यह हम विभाजित कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उनमें से एक VA और VB है यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी गेट पहले समान आकार के हों तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ यह VA 2 लोड चला रहा है VB 3 लोड चला रहा है क्योंकि यहाँ लोड अधिक है हम यहाँ एक बड़े गेट का उपयोग कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ लोड कम है हम यहाँ एक छोटे गेट का उपयोग कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस 2 के साथ VA और कैपेसिटेंस 3 के साथ VB हमें लोड 2 के साथ VA देखें यह 30 है और कैपेसिटेंस 3 के साथ वीबी 33 है इसलिए यह 30 हो जाएगा और यह 33 होगा इसलिए 45 के बजाय अब डिलेयहां 30 तक आ रही है और यहां 33 हम डिले को कम करने में सक्षम हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि a और b के फैनआउट बढ़ रहे हैं अब यह एक अतिरिक्त होगा और फैनआउट b में भी अतिरिक्त फैनआउट होगा जब डाउनस्ट्रीम कपसिटंस बड़ी होती है तो क्लोनिंग की तुलना में बफरिंग बेहतर हो सकती है आप यहाँ देखते हैं इसका कारण यह है कि बफर अपस्ट्रीम गेट्स की फैनआउट कपसिटंस को नहीं बढ़ाता है जैसे कि मैं यहाँ कह रहा हूँ हम कहते हैं मेरे पास एक परिदृश्य है जहां मैं कुछ लोड चला रहा हूं मान लीजिए कि यह लोड बड़ा है मैं एक बड़ी कपसिटंस चला रहा हूं मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यहां क्लोनिंग के बजाय बफरिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है तो क्लोनिंग जिसे हम कह रहे हैं कि क्लोनिंग क्लोनिंग द्वारा हम लोड साझा कर रहे हैं लोड का कुछ हिस्सा हम यहाँ साझा कर रहे हैं लोड का कुछ हिस्सा हम यहाँ साझा कर रहे हैं आउटपुट विभाजित कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि बफर का उपयोग उन मामलों में बेहतर हो सकता है जहां आप कुछ लोड कपसिटंस चला रहे हैं जो बहुत बड़ी है क्योंकि बफरिंग का फायदा यह है कि इनपुट साइड पर आप लोड कैपेसिटेंस के फैनआउट को नहीं बढ़ा रहे हैं यह कैपेसिटेंस न्यूनतम कैपेसिटेंस बना हुआ है लेकिन यहाँ अगर आप उपयोग कर रहे हैं मान लीजिए अगर यह C है तो यहाँ प्रभावी कपसिटंस दो बार C बन जाएगी क्योंकि आप अभी 2 गेट चला रहे हैं यह वही है जिसका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि बफ़र्स अपस्ट्रीम गेट्स के फैनआउट कैपेसिटेंस को नहीं बढ़ाते हैं लेकिन निश्चित रूप से प्लेसमेंट संचालित क्लोनिंग बहुत शक्तिशाली अवधारणा है जैसा कि हमने कहा कि अगर कुछ फैनआउट लक्ष्य हैं जो चिप के कहीं और स्थित हैं चिप के कुछ अन्य भाग मैं तो ड्राइविंग गेट का एक क्लोन उसके करीब रखा जा सकता है उस से इनमें तथाकथित प्लेसमेंट संचालित क्लोनिंग शामिल होगी हम केवल लोड या अन्य चीजों को देखकर ही क्लोनिंग कर रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि वे कहां जा रहे हैं अगर आपको वहां कोई क्लस्टर दिखाई देता है तो आप उस क्लोन के पास उस क्लस्टर के पास क्लोन की एक प्रति रखें अगर कुछ अन्य बिंदु वहां जा रहे हैं तो आप उस क्लस्टर के पास क्लोन की एक और कॉपी रखें जैसे आप करते हैं तो हम यहां एक उदाहरण लेते हैं यहां बता दें कि एक गेट था जो 5 सिग्नल d e f g h चला रहा था जहां हम कहते हैं कि d e f एक साथ करीब हैं v के करीब हैं लेकिन g और h थोड़ा और दूर हैं तो हम जो कह रहे हैं कि आप एक गेट क्लोन करते हैं और यह नया कॉपी v डैश आप इसे g h के करीब रखते हैं हम इसे v के समीप नहीं रखते हैं इसे थोड़ा आगे रखें शायद ये तार लंबे हो जाएंगे लेकिन यह डिले बहुत कम हो जाएगी अब अन्य तकनीकों को फेनिन ट्री को फिर से डिज़ाइन करना है फेनिन ट्री को फिर से डिजाइन करने का मतलब है कि जब भी कोई फेनिन ट्री का कनेक्शन हो इस तरह से एक उदाहरण लेते हैं मान लें कि हमारे पास इस तरह से एक गेट नेटलिस्ट है यहां गेट का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है बस 2 स्तरों में 3 गेट हैं a b c d इनपुट हैं और इस के वास्तविक आगमन का समय इस इनपुट को 4 3 1 0 दिखाया गया है जिसका अर्थ है कि पहला इनपुट देर से आ रहा है अंतिम इनपुट जल्द से जल्द आ रहा है अब अगर मैं इस गेट को इस तरह से लागू करता हूं तो 1 गेटों की डिले को दर्शाता है यदि हम इस फ़ंक्शन को इस तरह लागू करते हैं तो आउटपुट केवल 6 मिनट के समय के बाद उपलब्ध होगा क्योंकि इनपुट में से एक केवल 4 पर आ रहा है तब 1 और 1 6 लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे इस तरह से करता हूं अब जाहिर तौर पर एक लॉजिक डिजाइनर के लिए लॉजिक डिजाइनर का कहना है कि यह एक बुरा डिजाइन है यहां मेरा 2 लेबल है अर्थात डिले 2 थी 3 लेबल है इसलिए डिले तीन होना चाहिए लेकिन इस स्थैतिक मामलों में डिले 3 हो सकता है लेकिन यदि आप आगमन के समय को देखते हैं तो यह अहसास इस समय के संबंध में बेहतर है क्योंकि यह सबसे धीमा इनपुट केवल एक गेट डिले का सामना कर रहा है तो अब आउटपुट 5 से तैयार हो जाएगा क्योंकि 1 और 1 यह आउटपुट 2 3 और 2 से तैयार होगा यह आउटपुट 4 से तैयार होगा इसलिए यह आउटपुट 5 से तैयार हो जाएगा समय 6 पर आ रहा है लेकिन इस पुनर्गठन के बाद आउटपुट का वास्तविक आगमन समय 5 हो रहा है इसलिए यह लाभ है इसलिए फैनिन रिस्ट्रक्चरिंग यह है जब भी गेट्स के इनपुट के आने वाली लाइनों की संख्या होती है तो बस बूलियन नियमों का उपयोग करके आप नेटवर्क को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कि यह सबसे धीमी सिग्नल लाइनें आप एक जगह डालने की कोशिश करते हैं जो आउटपुट के लिए सबसे तेज़ मार्ग प्राप्त करेगा यहाँ आप ने कर दिया है इसी तरह हम आउटपुट साइड के लिए कर सकते हैं न केवल इनपुट लाइनों की तरह बल्कि आउटपुट लोड कैपेसिटेंस भी आप अलग अलग सेगमेंट में संतुलित कर सकते हैं एक उदाहरण लेते हैं पहले हम फिर से स्लाइड पर लौटेंगे पहले उदाहरण देखते हैं मान लें कि आपके पास इस तरह का एक सर्किट है जहां यहां गेट था 1 की डिले वहां 2 बफ़र्स y1 और y2 थे इस पथ को हम कहते हैं मैं इसे पथ 1 के रूप में कहता हूं इस पथ को मैं इसे पथ 2 के रूप में कहता हूं यह बफ़र इन 2 पंक्तियों को चला रहा है और यह बफ़र इस रेखा को चला रहा है लेकिन यहाँ मैं क्या करूँ कि हम कहें कि हम देखते हैं कि ये पंक्तियाँ अंततः एक ही स्रोत से आ रही हैं एक ही फैनआउट से मैं इसे तोड़ दिया है बफर के उपयोग से 1 और 2 और 3 में अब इस एक पंक्ति को मान लीजिए मैं इसे इस तरह से यहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर सकता हूँ इसलिए यदि मैं ऐसा करता हूं तो संभवत मुझे इस बफर की कोई आवश्यकता नहीं है मैं नहीं दिखा रहा हूं यह अन्य स्थानों पर भी हो सकता है तो एक पाथ एक बफ़र्स को हटा सकता है अब शायद यह मामला था वह पाथ 1 छोटा पाथ था हम इसे और तेज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह करने के लिए एक विधि हो सकती है तो हम स्लाइड पर वापस जाते हैं इसलिए उदाहरण में हमने देखा कि यह y1 आवश्यक था क्योंकि पाथ 1 का लोड कैपइसटेंस बड़ा था इस पथ 1 की लोड कैपइसटेंस बड़ी थी आप देखते हैं कि यह 2 फेलो 2 इनपुट चला रहा था यही कारण है कि हमें यहां बफर की आवश्यकता थी तो हम क्या करते हैं हम पथ 1 के लोड कैपइसटेंस को कम करते हैं और इसलिए बफर y1 से उपेक्षित किया गया था इसलिए हम यहां स्थानांतरित हो गए यह बफ़र पहले से ही था तो यह पहले से ही चला रहा था इसलिए कोई समस्या नहीं है लेकिन यह बफर को आप उपेक्षित कर सकते हैं लेकिन पाथ 2 की यह बढ़ी हुई डिले हम स्वीकार कर सकते हैं मान लें कि यह अकेला महत्वपूर्ण पाथ नहीं था इसलिए यदि आप इस तरह का परिवर्तन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दूसरे बफर पर लोड बढ़ जाएगा इसलिए पाथ 2 पर डिले बढ़ जाएगी लेकिन हो सकता है कि यह पथ 2 पर्याप्त सकारात्मक स्लैक्स था इसलिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण था इसलिए डिले में इस अतिरिक्त वृद्धि के कारण यह अभी भी सकारात्मक स्लैक्स के साथ बना हुआ है तो यह स्वीकार्य हो सकता है कम्यूटेटिव पिन स्वैप करने का मतलब है कि कई गेट्स हैं जहां यदि आप कुछ पिनों को स्वैप करते हैं तो वे कार्यात्मक रूप से बराबर रहते हैं तो आइए कुछ उदाहरण लेते हैं आइए हम एक 3 इनपुट AND गेट लेते हैं ABC आउटपुट AB और C है अब अगर आप CAB के साथ गेट स्वैप करते हैं तो यह CBA जैसा ही है वे सभी समान हैं क्योंकि यह AND फ़ंक्शन कम्यूटेटिव है AB B A के बराबर है तो आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं आप इसे आसानी से साबित करने के लिए कम्यूटेटिव के नियम का उपयोग कर सकते हैं इसी प्रकार बेसिक गेट्स प्रकृति में सभी कम्यूटेटिव हैं NAND या NOR यहां तक कि एक्सक्लूसिव OR वे सभी प्रकृति में कम्यूटेटिव हैं किसी भी तरह से इनपुट स्वैप कर सकते हैं आपका आउटपुट फ़ंक्शन नहीं बदलता है वे कार्यात्मक रूप से समान रहते हैं लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कुछ अन्य कार्यात्मक ब्लॉक हैं तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लेक्सर मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सर है मेरे पास A B है और सेलेक्ट लाइन S यहां है और यह आउटपुट है अब मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैंने अपने इनपुट स्वैप किए हैं मैं यह B बनाता हूं मैं इसे A बनाता हूं यह फ़ंक्शन इसके बराबर नहीं होगा यह समकक्ष नहीं है क्योंकि यदि S 0 के बराबर है तो इस मामले में A का चयन किया गया था लेकिन अब यहां B को चुना जाएगा तो कुछ कार्यात्मक ब्लॉक हैं जिनके लिए आप पिंस की इस अदला बदली नहीं कर सकते हैं और जिन पिंस की अदला बदली की जा सकती है उन्हें कम्यूटेटिव पिंस कहा जाता है सभी बेसिक गेट्स के लिए पिन सभी कम्यूटेटिव हैं और आप आसानी से उन सभी को सही तरीके से स्वैप कर सकते हैं तो यह विधि कहती है कि आप कम्यूटेटिव पिन स्वैप कर सकते हैं अब गेट्स के स्तर पर आपके द्वारा देखी गई एक और बात यह बहुत ठीक है कि अगर आप स्वैप करते हैं तो भी कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन यदि आप एक ट्रांजिस्टर स्तर के सर्किट को देखते हैं तो हम कहें कि मैं आपको केवल एक सरल उदाहरण दिखा रहा हूं एक 3 इनपुट NAND तो एक ट्रांजिस्टर स्तर सर्किट में पुल अप शामिल होगा 3 P टाइप ट्रांजिस्टर होंगे आइए हम कहते हैं A B C पुल डाउन में 3 समानांतर ट्रांजिस्टर N टाइप हो सकते हैं अब यह आउटपुट शायद कुछ लोड कैपेसिटेंस चला रहा है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यद्यपि हम यह कह रहे हैं कि यह गेट इनपुट A B और C के संबंध में कमयुटेटिव है बता दें कि आउटपुट f है यह f है लेकिन आप देखते हैं कि यह A कब स्विच कर रहा है ठीक है मान लीजिए कि B और C पहले से ही 0 और 0 हैं A 0 था A बन रहा है A 1 था यह 0 बन रहा है तो B 0 और 0 का अर्थ है कि यह आयोजित किया जा रहा था A 1 था का अर्थ यह बंद है अब यह आयोजित कर रहा है अब जब A आयोजित कर रहा है तो यह पाथ होगा अब दूसरा मामला यह है कि जब मैं C के बारे में बात करता हूं तो यह A B पहले से ही आयोजित हो रहा था अब मुझे केवल इस बिंदु और इस बिंदु के बीच डिले पर विचार करना होगा तो नेट डिले या यह सिग्नल प्रोपागेट डिले सभी VDD से यहां तक नहीं होनी चाहिए कुछ मामलों के लिए मुझे पूरे पाथ कुछ मामलों में छोटे पाथ्स लेने की आवश्यकता हो सकती है तो पिंस में डिले एक गेट के लिए थोड़ी अलग हो सकती है यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यहां हम जो कह रहे हैं वह यह है कि वास्तविक ट्रांजिस्टर स्तर के नेटलिस्ट में कम्यूटेटिव पिन जो कि कार्यात्मक रूप से होते हैं में डिले हो सकती है इसलिए अंगूठे का नियम यह है कि यदि कोई सिग्नल बाद में आ रहा है तो आप इसे एक इनपुट पिन असाइन करते हैं जो तेज़ है लेकिन यदि कोई सिग्नल पहले आ रहा है तो हम इसे एक पिन पर असाइन कर सकते हैं जो धीमा है यह है अंगूठे का नियम तो यह सरल उदाहरण यहां दिखाया गया है ये इनपुट की डिले का संकेत देते हैं जैसे ये 2 इनपुट गेट हैं दोनों की डिले 1 और 1 हैं यहां यह 1 और 2 हैं और ये आगमन समय हैं तो इस रिलाइजेशन के लिए आउटपुट आने का समय 2 प्लस 2 प्लस 1 5 होगा लेकिन अगर मैं इनपुट में कम्यूटेशन करता हूं तो यह c b और a यहां आएगा तो 0 1 0 पहले है तो 2 से यह तैयार हो जाएगा 2 भाई 3 यह तैयार हो जाएगा इसलिए 5 से हमने डिले को घटाकर 3 कर दिया है तो यह भी एक तरह की तकनीक है जिसमें आप इन इनपुट्स को कमिट करके एडजस्ट कर सकते हैं ताकि डिले में सुधार हो सके और अंतिम एक गेट डीकंपोजिशन है इसका मतलब है कि बूलियन बीजगणित के कुछ नियम हैं इसलिए जिसके उपयोग से आप गेट्स को छोटेगेट्स में विघटित कर सकते हैं अच्छी तरह से कारण दुगुना है बेशक यदि आप छोटे गेट्स में विभाजित करते हैं तो समग्र डिले हो कम सकता है और एक बड़े गेट के लिए आपका MOS स्तर ट्रांजिस्टर स्तर का नेटवर्क बहुत जटिल हो सकता है इसमें अधिक कैपेसिटी इफेक्ट शामिल होंगेडिले अधिक बड़ी होगी लेकिन यदि आप इसे छोटे गेट्स में तोड़ सकते हैं जो कुछ मामलों में फायदेमंद हो सकते हैं तो यह स्लाइड एक सरल उदाहरण दिखा रहा था मान लीजिए कि 2 लेबल AND OR रिलाइजेशन था अब हम जानते हैं कि कोई भी 2 लेबल AND OR 2 लेबल NAND NAND के बराबर है तो यह इस के बराबर है तो मुझे इस तरह का रिलाइजेशन हो सकता है यहां हमें तीन 2 इनपुट NAND गेट और एक 3 इनपुट NAND गेट्स की आवश्यकता है लेकिन यह 3 इनपुट NAND गेट्स आप संभवतः इसे 2 इनपुट AND में तोड़ सकते हैं और 2 इनपुट NAND के बाद इसलिए यहां मेरे पास वैकल्पिक विकल्प है जहां सभी गेट केवल 2 इनपुट के हैं तो इस तरह के प्रसारण में डिले पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि इस मामले में 2 इनपुट गेट की डिले और 3 इनपुट गेट की डिले समान नहीं होगी वे अलग अलग होंगे लेकिन यहां हम एक समानता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बूलियन पुनर्गठन एक ऐसी तकनीक है जहां आप कुछ सामान्य उप अभिव्यक्तियों को अनिवार्य रूप से जानने के लिए बीजगणित या बूलियन बीजगणित को बदलने के नियमों का उपयोग कर सकते हैं और उदाहरण है जो अगली स्लाइड में दिखाया गया है जो बूलियन बीजगणित के वितरण नियम का उपयोग करता है जो कहता है कि a ओर बी सी a ओर b एंड c के समान है तो इस तरह के एक वितरण कानून का उपयोग आप समय को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं और उदाहरण में हम 2 कार्य कर रहे हैं एक है x a ओर b c के बराबर है दूसरा y है जो b ओर c के दाईं ओर के बराबर है हम इस पर वापस आएंगे आइए पहले इस कार्य को देखें तो यह एक्स a ओर b c को याद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फ़ंक्शन है अब वितरण कानून का उपयोग करके आप इसे a ओर b के रूप में ओर c में लिख सकते हैं इसी तरह y a b ओर c था तो वितरण कानून का उपयोग करके आप a ओर b a ओर c लिख सकते हैं तो ठीक इसी तरह से हमें इसे लागू करना होगा जैसे a ओर b यह लागू करता है a ओर c यह लागू करता है b ओर c तो बस आवश्यक और आउटपुट के द्वारा आपको x एंड y मिलते हैं अब यदि हम मानते हैं कि इनपुट के आने का समय 4 1 और 2 है a पर 4 b 1 पर c 2 पर 4 1 2 पर आ रहा है इसलिए विलंब 4 प्लस 1 प्लस 1 से होगा दोनों मामलों के लिए अधिकतम 6 और 6 लेकिन अब मान लीजिए कि हम इस तरह का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम इस तरह से सीधे कार्यान्वयन का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि a ओर bc ab ओर c जो आप पहले स्तर में AND उपयोग कर रहे हैं OR दूसरे स्तर में तो आप देखते हैं कि a सीधे बाहर आ रहा है तो यहाँ डिले 5 होगी लेकिन फिर भी 6 क्यों क्योंकि ए 4 पर आ रहा है तो आपको दो गेट डिले की आवश्यकता है इसलिए उनमें से कम से कम हम गति प्राप्त करने में सक्षम हैं इसलिए इसके साथ हमने कई तकनीकों को देखा है जिनका उपयोग करके आप नेटलिस्ट को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि कुछ आप कह सकें कि संबंधित समय के साथ विशेषताओं में सुधार किया जा सकता है क्योंकि हमें बाहर ले जाने के बाद इस तरह के सुधारात्मक कार्यों की बहुत आवश्यकता है स्थैतिक समय विश्लेषण हम पता लगाते हैं कि समय की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं हमें कई बदलाव और प्रसारण करना पड़ सकता है सर्किट नेटलिस्ट प्लेसमेंट इसलिए हमने इनमें से कुछ तकनीकों के बारे में बात की है जिनका उपयोग आमतौर पर किया जाता है इसलिए हमारे अगले व्याख्यान में हम इसे जारी रखेंगे हम समग्र प्रदर्शन चालित प्रवाह को देखेंगे और जो हमने अब तक सीखा है और यह एक एकीकृत अर्थ में कैसा दिखता है धन्यवाद